तो हम लेआउट संघनन पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं यदि आप हमारे पिछले व्याख्यान में याद करते हैं तो हमने व्यापक रूप से संघनन के लिए विभिन्न श्रेणियों या तकनीक को देखा था और हमने कुछ तरीकों पर ध्यान दिया कम से कम मूल सिद्धांत को बिना विस्तार के हमने कोंसट्रेंट ग्राफ विधि को देखा हमने देखा कि कैसे हम विशेष ब्लॉक कि छाया पैदा करके एक काल्पनिक प्रकाश को चमकाकर लेआउट से संबंधित बाधाओं को उत्पन्न कर सकते हैं और हमने ऊर्ध्वाधर ग्रिड आधारित संघनन विधि को भी देखा आज हम वर्चुअल ग्रिड आधारित संघनन की भिन्नता को देखकर शुरू करते हैं इसे हम विभाजन ग्रिड संघनन कहते हैं इसलिए यहां वर्चुअल ग्रिड की तरह हम अलग अलग सर्किट विशेषताओं को एक ही वर्चुअल ग्रिड पर रखते हैं लेकिन हमें एक वर्चुअल ग्रिड को विभाजित करने की अनुमति है जहाँ आवश्यक हो तो इसका मतलब है मान लीजिए कि मैंने एक ग्रिड को कुछ वस्तुओं के साथ परिभाषित किया था जो पहले से ही जुड़ी हुई हैं माना कि चार वस्तु हैं जैसे कि ये दो वस्तुएं थीं मान लीजिए कि वर्चुअल ग्रिड आ रहा है इसलिए मैं इन दो को परेशान नहीं करता हूं लेकिन अन्य दो को मैं थोड़ी बाईं ओर ला सकता हूं इसलिए मैं ग्रिड को इस तरह से विभाजित कर रहा हूं इसलिए वर्चुअल ग्रिड संघनन के लिए पहले के मामले में मैं इन सभी चार ब्लॉक को एक साथ स्थानांतरित कर रहा था क्योंकि ग्रिड स्थानांतरित हो रहा था लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि शायद बाईं ओर ब्लॉक हैं जो इन दो ब्लॉक को स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दे रहा है लेकिन शायद इन दो सुविधाओं को स्थानांतरित किया जा सकता है मान लें कि ये दो धातु की परत में ब्लॉक हैं जिसमें उच्च दूरी की बाधा है लेकिन ये पॉलीसिलिकॉन परत हो सकते हैं पॉलीसिलिकॉन में केवल दो लैम्ब्डा का अलगाव होता है तो शायद इसे एक साथ स्थानांतरित किया जा सकता है लेकिन ये नहीं यह मूल विचार है तो शुरू में यह वर्चुअल ग्रिड संघनन की तरह काम करता है इसलिए कम्पेक्टर सर्किट विशेषताओं के समूहों की पहचान करेगा जो एक ही वर्चुअल ग्रिड लाइन पर पड़ेंगे और स्थानीय कनेक्टिविटी मुद्दों की पहचान की जाती है जैसे कि इस उदाहरण में इस वर्चुअल ग्रिड के लिए थे स्थानीय स्तर पर 4 घटक थे आप इन 4 की विशेषता का विश्लेषण करते हैं इन 4 में से आप कितने शिफ्ट कर सकते हैं और कितने आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं तो तदनुसार आप इस ग्रिड को ज़िगज़ैग पथ की तरह विभाजित करते हैं तो यह आम तौर पर है आप संभवतः इस एक को स्थानांतरित कर सकते हैं और फिर इस एक को स्थानांतरित कर सकते हैं तो आपका ग्रिड इस प्रकार का दिखेगा तो फिर से वर्चुअल ग्रिड संघनन की तरह यहाँ भी हम 2 चरन में संघनन करते है चरन एक हम x दिशा में करते हैं जिसे x संघनन कहा जाता है फिर हम इसे y दिशा में करते हैं इसे y संघनन कहते हैं तो हम अगली स्लाइड में एक उदाहरण दिखाते हैं तो आइए हम उस उदाहरण पर चलते हैं तो आपके पास इस तरह का एक उदाहरण है वही उदाहरण हमने लिया तो ये ब्लॉक हैं आप मध्य ग्रिड पर विचार करते हैं D E F तीन हैं जो जुड़े हुए थे और A B C पहले ग्रिड से जुड़े हैं इसलिए हम कह रहे हैं कि हम पहली ग्रिड लाइन पर A B C को एक साथ जोड़ते हैं इसमें कोई समस्या नहीं है पहले से ही A B C एक साथ समूह बना रहे हैं लेकिन जब आप D E F को समूहीकृत कर रहे होते हैं तो हमें कुछ अड़चनों के कारण पता चलता है कि D और E हम संभवतः F की तुलना में अधिक करीब ला सकते हैं यहां मैं एक उदाहरण देता हूं F को मैं समय की 2 इकाइयों द्वारा एक साथ ला सकता हूं लेकिन D और E को मैं इससे भी आगे एक साथ ला सकता हूं शायद यह B भी चल रहा है तो यह सिर्फ एक उदाहरण है तो यह इस ग्रिड लाइन को तोड़ने का कारण बनता है F चल नहीं रहा है लेकिन D E स्थानांतरित हो गया है तो हम जो कह रहे थे कि दूसरी ग्रिड D E F पर है उसके भीतर आपके दो समूह हैं एक जिसमें D और E है और दूसरा समूह जिसमें F है तो मूल विचार यह है इसलिए ग्रिड लाइन में से प्रत्येक पर हम समूहीकरण करते हैं फिर हम इन ब्लॉक को परिदृश्य के अनुसार स्थानांतरित करते हैं आइए हम पॉलीसिलिकॉन और प्रसार के साथ एक बहुत विशिष्ट उदाहरण लेते हैं इसलिए मैं उन्हें रंगों का उपयोग करके दिखा रहा हूं मान लें कि मेरे पास एक पॉलीसिलिकॉन ब्लॉक है यहाँ एक और पॉलीसिलिकॉन ब्लॉक है और मेरे पास यहाँ एक प्रसार ब्लॉक है दाईं ओर यह एक पॉलीसिलिकॉन है यहाँ एक विसरण है और मैं इसे एक और पॉलीसिलिकॉन कहता हूँ यहाँ कुछ इस तरह है अब यदि आप इसे यहाँ याद करते हैं तो हम यहाँ केवल अलगाव की बाधाओं के बारे में बात कर रहे है दो पॉलीसिलिकॉन के बीच न्यूनतम जुदाई को दो लैम्ब्डा होना चाहिए एक पॉलीसिलिकॉन और एक विसरण पृथक्करण के बीच 1 लैम्ब्डा पॉलीसिलिकॉन और प्रसार के बीच फिर से यह 1 लैम्ब्डा हो सकता है अब जब आप इन 3 को एक ग्रिड संलग्न कर रहे हैं तो बताएं कि आप क्या कर सकते हैं लेकिन वास्तविक मामले में यह कहें कि यह न्यूनतम बाधा है लेकिन आप इस लेआउट में क्या देखते हैं इन 2 ग्रिड लाइन के संबंध में यह एक ग्रिड है और यह दूसरी ग्रिड है 2 ग्रिड लाइन के बीच का अंतर मान लें कि 8 लैम्ब्डा है और यह पथ भी कुछ है बता दें कि ये सभी 2 लैम्ब्डा 2 लैम्ब्डा हैं इसी तरह यहाँ ये सभी दो लैम्बडा हैं तो इस 2 लैंबडा को निकालकर हमारे पास में 6 लैंबडा का प्रभावी पृथक्करण हैं अब 4 लैम्ब्डा देखें लेकिन हमारे पास ये अड़चनें हैं तो हमारे पास 4 लैम्ब्डा के इन 2 किनारों के बीच एक अलगाव है लेकिन यहां आवश्यकता 2 लैम्ब्डा की है तो मैं इस ब्लाक को 2 लैम्ब्डा से बाईं ओर ले जा सकता हूं यह 2 फिर 4 लैम्ब्डा है लेकिन आवश्यकता 1 लैम्ब्डा है तो मैं इस ब्लाक को 3 लैम्ब्डा से बाईं ओर ला सकता हूं यह एक बार फिर इसी तरह 1 लैम्ब्डा की आवश्यकता है मैं इसे फिर से 3 लैम्ब्डा द्वारा बाईं ओर ला सकता हूं तो संघनन के बाद मेरा नया लेआउट कुछ इस तरह दिखाई देगा ये पहले ग्रिड से जुड़े ब्लॉक हैं अब इस एक को आप बाईं ओर 2 लैम्ब्डा से ले जा सकते हैं तो अब दूरी केवल 2 लैम्ब्डा हो सकती है यह अंतर 2 लैम्ब्डा होगा और यह आप 3 लैम्ब्डा द्वारा स्थानांतरित कर सकते हैं तो दूरी केवल 1 लैम्ब्डा होगी तीसरा यहाँ भी आप इसे 1 लैम्ब्डा के करीब ला सकते हैं अब ग्रिड लाइन के संबंध में ग्रिड लाइन अब इस तरह हो गई है ये 2 एक साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम दोनों को समान रूप से स्थानांतरित कर चुके हैं लेकिन इसे स्थानांतरित किया गया था जिसका अर्थ है 1 लैम्बडा कम तो यहाँ ग्रिड लाइन में एक विराम होगा तो यह ऐसे किया जाता है वास्तव में मैं यहां एक विशिष्ट उदाहरण दिखा रहा हूं ऑब्जेक्ट सभी आयत या कुछ लेआउट के मूल तत्वों से संपर्क करते हैं और वे सभी कुछ डिजाइन रुलद्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं जो आमतौर पर लैम्ब्डा के गुणकों में होते हैं तो यह विधि इस तरह काम करती है अब हम दूसरे दृष्टिकोण को देखते हैं जहाँ आप सीधे विभिन्न आयामों में संघनन कर रहे हैं या तो एक या दो आयामों में अब मूल विचार यह है कि जब हम कहते हैं कि संघनन आयाम एक बात है और निश्चित रूप से एल्गोरिथ्म की समय जटिलता एक और बात है इसलिए जब आप आयाम को देखते हैं तो संभवत 1 आयामी संघनन हो सकता है जहां हम केवल 1 आयाम में लेआउट को कॉम्पैक्ट करने का प्रयास करते हैं विचार बहुत सरल है मान लीजिए मेरे पास एक लेआउट है मेरे पास बायां किनारा है दाएं से बाएं मैं एक स्कैन करता हूं जो भी वस्तुएं सामने आई हैं मैं उन्हें ढूंढता हूं या जांचता हूं कि क्या उन्हें और बाईं ओर छोड़ा जा सकता है या नहीं यदि उन्हें बाईं ओर स्थानांतरित किया जा सकता है तो मैं इसे स्थानांतरित करता हूं और इस तरह मैं पूरे लेआउट को बाएं से दाएं स्कैन करता हूं इसलिए जो भी वस्तु या ब्लॉक का सामना किया जाता है मैं एक राशि से बाईं ओर स्थानांतरित करता हूं जो डिजाइन रुल की बाधाओं का उल्लंघन किए बिना संभव हो और इसे 1 आयामी संघनन कहा जाता है क्योंकि मैं केवल 1 दिशा में कॉम्पैक्ट कर रहा हूं लेकिन एक सामान्य लेआउट में आपके द्वारा इसे x दिशा करने के बाद मे आपको इसी तरह y दिशा में 1 आयामी संघनन का एक और पास करना होगा आप संभवतः सब कुछ ऊपर की ओर बढ़ रहे होंगे तो 1 D संघनन में आमतौर पर आप पहले एक आयाम में संघनन करते हैं x मे और फिर आप दूसरे आयाम में करते हैं लेकिन ऐसा करने में आप हमेशा उन उदाहरणों के साथ आ सकते हैं जहाँ आप बेहतर कर सकते थे यदि आपने दोनों आयामों में एक साथ संघनन किया था यह 2 D संघनन है इसलिए यदि आप तत्वों को स्थानांतरित करते हैं दोनों आयामों में किसी तरह एक साथ तो इसे 2 D संघनन कहा जाता है जिसके परिणामस्वरूप सामान्य रूप से बेहतर लेआउट बेहतर संघनन हो सकता है लेकिन लाभ यह है कि एक आयामी संघनन आसान है यह बहुपद समय में किया जा सकता है लेकिन 2 आयामी संघनन में आपको सभी संभावनाओं को देखना होगा और सबसे अच्छी चाल का पता लगाना होगा तो सबसे अच्छा 2D संघनन कम्प्यूटेशनल रूप से कठिन होने के लिए जाना जाता है इसे एनपी हार्ड कहा जाता है तो आप वास्तव में सामान्य 2D संघनन एल्गोरिथ्म के लिए नहीं जा सकते हैं जो सबसे अच्छा संभव है तो आइए हम यहां कुछ उदाहरणों को देखें तो यहाँ हम 1D संघनन विधि का वर्णन करते हैं जहां पहले हम X दिशा के साथ कॉम्पैक्ट करते हैं उसके बाद हम Y दिशा के साथ कॉम्पैक्ट करते हैं इसलिए यहां हमारे पास लेआउट का एक सरल उदाहरण है जहां ये सभी ब्लॉक A B C D E F जो कुछ भी दिखाया गया है उनमें से प्रत्येक को 2 लैम्ब्डा गुणा 2 लैम्ब्डा माना जाता है और न्यूनतम पृथक्करण हम 1 लैम्ब्डा मान लेते हैं यह हमारा उदाहरण है तो C B यह 2 है यह 2 है पृथक्करण 1 लैम्ब्डा है फिर आपके पास I और H 2 2 पृथक्करण 1 लैम्ब्डा है और B और I के बीच 1 लैम्ब्डा का अलगाव होगा तो कुल 5 प्लस 1 प्लस 5 11 है इसी तरह Y दिशा में 2 1 और 2 5 यहां भी 2 1 और 2 5 और बीच मे 1 तो 11 तो प्रारंभिक लेआउट क्षेत्र 11 गुणा 11 है अब हम एक X संघनन करने की कोशिश करते हैं इसलिए हम बाईं ओर से दाईं ओर उत्तरोत्तर सभी ब्लॉक के X निर्देशांक के अनुसार चलते हैं तो C D E हैं पहले से ही बाईं ओर है कुछ नहीं करना है उसके बाद B और F आते हैं वे पहले से ही 1 अलगाव पर हैं इसलिए आप उन्हें आगे नहीं बढ़ा सकते A A काफी अलग है तो दूरी 4 थी 2 प्लस 1 प्लस 1 4 तो A आप बाईं ओर शिफ्ट कर सकते हैं तो यह अलगाव 1 हो जाता है इसी तरह I और H दोनों को आप बाईं ओर ले जा सकते हैं जब तक कि यह पृथक्करण 1 नही होता G यहाँ पृथक्करण 4 था यह भी आप बाईं ओर चलते हैं तो पृथक्करण 1 है इसलिए 1 D संघनन के बाद आपकी ऊंचाई कम नहीं हो रही है यह अभी भी 11 है लेकिन चौड़ाई 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 कम हो गई है मतलब कि 8 तो अब आपका क्षेत्र 8 लैम्ब्डा है लेकिन आप जानते हैं 8 मतलब स्तंभों की संख्या के संदर्भ में और 11 इस दिशा में है अब आप Y संघनन करते हैं इसका मतलब है कि आप नीचे धकेल रहे हैं तो E F G पहले से ही नीचे हैं इसलिए I H मे पहले से ही 1 का अंतर है आप ऐसा नहीं कर सकते D में पहले से ही 1 का अंतर है आप D को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं लेकिन आप A को नीचे ला सकते हैं आप A को एक बिंदु तक नीचे ला सकते हैं जहां अंतर 1 है B को भी आप नीचे ला सकते हैं क्योंकि B और A एक साथ हैं तो क्योंकि B C से जुड़ा है और B A से जुड़ा है इसलिए आपको यह कनेक्शन भी रखना होगा आप उन्हें आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और C के नीचे D है इसलिए आप इसे आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो आप ऊंचाई को कम नहीं कर सकते हैं जो कि 11 लैम्ब्डा गुणा 8 लैम्ब्डा है यह X है तो पह्ले आप X संघनन करते है फिर आप Y संघनन करते हैं आइए हम X संघनन के बाद Y संघनन की कोशिश करें यह हमारी मूल समस्या थी 11 गुणा 11 पहले हम Y संघनन करते हैं आप देख सकते हैं कि D को यहां स्थानांतरित किया जा सकता है क्योंकि यह स्थान खाली है D को यहां स्थानांतरित किया गया है अंतर 1 है C को भी नीचे ले जाया जा सकता है B यहाँ तक नीचे जा सकता है क्योंकि C B जुड़े हुए है इसलिए B को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है इसी तरह A को आप यहां H तक बढ़ा सकते हैं यह संभव है तो अब आपकी ऊंचाई 8 2 1 2 1 और 2 हो गई है अब आप X संघनन करने की कोशिश करते हैं जहां B C D E पहले से मौजूद है B F पहले से ही है आप I को नही हिला सकते है H J को भी आप स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं लेकिन आप A को स्थानांतरित कर सकते हैं लेकिन यह अभी भी 11 है यह कम नहीं होता है तो आपका लेआउट क्षेत्र अभी भी 8 लैम्ब्डा गुणा 11 लैम्ब्डा है यह कम नहीं हो रहा है क्योंकि पहले के मामले में यह X दिशा में इस तरह कम हो रहा था यहां यह Y दिशा मे कम हो रहा था लेकिन अब यदि आप 2D संघनन को देखते हैं तो यहां देखें कि हम एक उदाहरण ले रहे हैं जो काफी समान है I H G अब यह फिर से 11 गुणा 11 था अब यदि आप 2D संघनन करते हैं तो मैं X और Y दिशाओं में एक साथ ब्लॉक ले जा सकता हूं उदाहरण के लिए यह B ब्लॉक मैं ऊपर की ओर स्थानांतरित कर रहा हूं इस I को मैं यहां ला रहा हूं मैं इस H को यहां ला रहा हूं और G को यहां ला रहा हूं तो अब अच्छी तरह से इसे 3 गुणा 3 के लेआउट में जमा रहे हैं तो अब आपका कुल क्षेत्र इस दिशा में 8 लैम्ब्डा होगा और 8 लैम्ब्डा इस दिशा में होगा यह कम हो गया है लेकिन समस्या यह है कि एक समस्या दी गई है अब आप समझते हैं कि ब्लॉक की संख्या अरबों के क्रम में है तो यह वास्तव में संभव नहीं है ब्लॉक को स्थानांतरित करने का सबसे अच्छा तरीका खोजने के लिए ताकि आप इस तरह का सबसे अच्छा संघनन प्राप्त कर सकें इसलिए कई प्रकार के अनुमानों का उपयोग किया जाना है और इसे हासिल करने के लिए आमतौर पर यही किया जाता है इसलिए आम तौर पर बोलते हुए मैंने कहा था कि 1D संघनन की तुलना में 2D संघनन बेहतर परिणाम देता है और अगर आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं जो दुर्भाग्य से संभव नहीं है क्योंकि यह एनपी हार्ड है तो यह न्यूनतम क्षेत्र लेआउट दे सकता है लेकिन जैसा कि मैंने कहा था क्योंकि आपको बहुत सारे चेक और तुलना करना पड़ता है यह काफी समय लेने वाला है और अपने आप में 2D संघनन कम्प्यूटेशनल रूप से संभव नहीं है तो लोग क्या करते हैं वे इसके बीच में कुछ करते हैं इसे 1 और आधा आयाम संघनन के रूप में जाना जाता है तो क्यों इसे डेढ़ आयाम कहा जाता है क्योंकि हम X और Y दोनों दिशाओं को समान महत्व नहीं दे रहे हैं हम मुख्य रूप से एक दिशा में संघनन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दूसरी दिशा में हम केवल छोटी चाल की अनुमति दे रहे हैं यही मूल दर्शन है इसीलिए इसे डेढ़ D कहा जाता है तो मान लें कि हम Y दिशा में छोटे छोटे मूव करते हुए X दिशा मे संघनन कर रहे हैं यही मूल दर्शन है इसलिए यह एक निर्धारक एल्गोरिथ्म है जिसमें बहुत सी जाँच शामिल नहीं है जैसा कि हमने 2D एल्गोरिथ्म के लिए उल्लेख किया है अब विचार इस प्रकार है कि हम संघनन कर रहे हैं लेकिन संघनन के दौरान हम ब्लॉक के पार्श्व गति की भी अनुमति दे रहे हैं इसका क्या मतलब है आप एक 1D संघनन में देखते हैं कि आपके पास एक ब्लॉक था आप इसे बाईं ओर ले जाते हैं आपके पास एक और ब्लॉक होता है आप इसे बाईं ओर ले जाते हैं आप एक और ब्लॉक को बाईं ओर ले जाते हैं लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं जब आप एक ब्लॉक का चयन करते हैं तो आप बाईं ओर बढ़ रहे हैं लेकिन इस प्रक्रिया में आप पार्श्व गति की अनुमति भी दे रहे हैं तो आप थोड़ा ऊपर भी जा सकते हैं और फिर दांए अगर यह आपको एक बेहतर संघनन देता है तो यह विचार है इसलिए इसे डेढ़ आयाम कहा जाता है जैसा कि मैंने कहा था क्योंकि आप इतने स्वतंत्र रूप से ब्लॉक को स्थानांतरित नहीं कर रहे हैं जैसा कि एक 2 आयामी संघनन में है आप दूसरी दिशा में पार्श्व गति की अनुमति दे रहे हैं आइए देखें कि यह कैसे काम करता है तो यह एक X Y आसन्न ग्राफ का उपयोग करता है यहाँ कोने इस ग्राफ में ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करते हैं किनारे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आसन्न का प्रतिनिधित्व करते हैं जैसे मान लें कि यदि इस तरह 2 ब्लॉक हैं जो एक ऊर्ध्वाधर सीमा साझा करते हैं तो ग्राफ़ में यह कहें कि यह Vi है और यह Vj है फिर ग्राफ में उनके बीच एक क्षैतिज किनारा होगा लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास 2 कोने हैं 2 ब्लॉक जो कोने के अनुरूप हैं मेरा मतलब है कि Vi Vj उनके बीच एक क्षैतिज सीमा के साथ फिर ग्राफ में मैं उन्हें एक ऊर्ध्वाधर किनारे से जोड़ता हूं जिसे अलग तरीके से दिखाया गया है तो किनारों के 2 प्रकार हैं एक तथाकथित क्षैतिज किनारा है दूसरा एक ऊर्ध्वाधर किनारा है उस दिशा के आधार पर जहां वे अपनी सीमाओं को साझा कर रहे हैं तो यह वही है जो मैंने अभी उल्लेख किया है 2 ब्लॉक में एक क्षैतिज किनारा है यदि वे एक ऊर्ध्वाधर सीमा साझा करते हैं उनके पास एक ऊर्ध्वाधर किनारा है यदि वे एक क्षैतिज सीमा साझा करते हैं और इन किनारों को लेबल किया जाता है न्यूनतम स्वीकार्य दूरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए उदाहरण के लिए यदि Vi Vj के बीच न्यूनतम पृथक्करण 2 लैम्ब्डा है तो इस किनारे को 2 लैम्ब्डा के रूप में लेबल किया जाएगा यदि यह 3 लैम्ब्डा है तो इस किनारे को 3 लैम्ब्डा के रूप में लेबल किया जाएगा तो हम एक ग्राफ का निर्माण करते हैं और हम प्रत्येक किनारे को न्यूनतम पृथक्करण न्यूनतम स्वीकार्य दूरी द्वारा लेबल करते हैं जो कि डिजाइन रुल द्वारा दिया गया है इसलिए हम 4 अतिरिक्त कोने का उपयोग कर रहे हैं तो 4 अतिरिक्त कोने किस तरह के हैं मान लीजिए कि मेरे पास लेआउट क्षेत्र है यह मेरा कुल लेआउट क्षेत्र है और सभी ब्लॉक बीच में हैं हमारे पास एक उदाहरण है तो मैं शीर्ष पर एक काल्पनिक ब्लॉक तल पर एक काल्पनिक ब्लॉक एक दाईं ओर और एक बाईं ओर काल्पनिक ब्लॉक पर विचार करूंगा तो आप यहां देखें मैंने कहा कि ब्लॉक जो एक ऊर्ध्वाधर सीमा साझा करते हैं वे एक क्षैतिज किनारे वाले होंगे और इस मामले के लिए उल्टा तो यहाँ कोन से ब्लॉक हैं जिनके पास ऊर्ध्वाधर सीमा हैं यह काल्पनिक बाया ब्लॉक और ये एक क्षैतिज किनारा होगा ठोस द्वारा चिह्नित इसी तरह इन दोनों के बीच ऊर्ध्वाधर किनारे होंगे इसी तरह यदि ब्लॉक क्षैतिज किनारे साझा कर रहे हैं यह और इन दोनो की तरह ऊर्ध्वाधर किनारे होंगे जो बिंदीदार किनारे से चिह्नित होंगे कुछ इस तरह से इसी तरह दूसरो के बीच में भी किनारे होंगे लेकिन 4 काल्पनिक और वे जिस तरह से जुड़े हुए हैं वह कुछ इस तरह होगा इसलिए किनारों की गणना करते समय या किनारों को जोड़ते हुए हम जहां कहीं भी खाली जगह हैं उसको नजरअंदाज कर रहे हैं जैसे कि मान लीजिए कि मेरा यहां एक ब्लॉक है मेरे पास यहां एक ब्लॉक है इसलिए मैं मानता हूं कि वे एक क्षैतिज किनारे से अलग हो गए हैं तो उनके बीच एक ऊर्ध्वाधर किनारे होंगे इसलिए हम मानते हैं कि इनपुट आंशिक रूप से पूरा किया गया लेआउट है जो यह है 1D कॉम्पेक्टर के कुछ अनुप्रयोगों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है फिर आप आगे अनुकूलन करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस एल्गोरिथ्म में हम 2 सूचियों फर्श और छत को बनाए रख रहे हैं फर्श में सभी ब्लॉक शामिल हैं जो ऊपर से दिखाई देते हैं लेकिन आप देखते हैं कि आप 2 आयामी चित्र देखें जहां ब्लॉक रखे गए हैं मान लीजिए कि आप ऊपर से देख रहे हैं ऊपर से कुछ ब्लॉक वह छुप जाएगा कुछ अन्य ब्लॉक जो इसके ठीक नीचे हैं लेकिन कुछ ब्लॉक आप देख सकते हैं कि कोई बाधा नहीं है इसलिए उस छत की सूची में वे सभी ब्लॉक होंगे जो दिखाई दे रहे हैं तो छत मे वो ब्लॉक है जिसे तुरंत स्थानांतरित किया जा सकता है वे दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब है एक रास्ता है जिसमें आप इसे उस दिशा की ओर ले जा सकते हैं जहां से आप देख रहे हैं क्योंकि एक रास्ता है आप इसे देख पा रहे हैं बीच में कुछ जगह है इसी तरह एक सूची है जिसे फर्श कहा जाता है यह दूसरी तरफ से है दूसरी तरफ से यदि आप देखते हैं तो आप जिन ब्लॉक को देख सकते हैं इसलिए फर्श में सभी ब्लॉक शामिल हैं जो ऊपर से दिखाई देते हैं छत उन ब्लॉक की एक सूची है जो नीचे से दिखाई देते हैं नीचे से दिखाई देते हैं इसका मतलब है कि इसे तुरंत स्थानांतरित किया जा सकता है आइए देखें कि मैं एक उदाहरण लूंगा कि कैसे इन पर काम किया जाता है तो विचार इस प्रकार है आप छत में सबसे कम ब्लॉक का चयन करें और इसे फर्श में एक जगह पर स्थानांतरित करें इसलिए छत से आप कुछ पार्श्व गति के साथ ब्लॉक को फर्श की ओर नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं जहां छत से दूरी या अलगाव अधिकतम हो जाता है इसलिए आप छत में सबसे कम ब्लॉक का चयन करें इसे फर्श पर कहीं ले जाएँ जो फर्श और छत के बीच के अन्तर को अधिकतम करता है और यह प्रक्रिया जारी है क्योंकि सभी ब्लॉक क्रमिक रूप से छत से फर्श पर चले गए हैं इसलिए मैं इस एल्गोरिथम का एक चरण दिखा रहा हूं यह आपकी प्रारंभिक समस्या है ब्लॉक A B C D E F G हैं आइए पहले छत और फर्श की सूची देखें छत में वे ब्लॉक होते हैं जिन्हें ऊपर से देखा जा सकता है आप देख सकते हैं आप G को देख सकते हैं आप D को देख सकते हैं आप C को देख सकते हैं इस छेद से यहाँ एक खाली जगह है हम C E और F ब्लॉक को देख सकते हैं माफ करना मेरा मतलब है कि आप एक कमरे में खड़े हैं और छत को देख रहे हैं आप देखते हैं कि आप कौन से ब्लॉक देख सकते हैं आप देखते हैं कि आप G को देख सकते हैं आप D को देख सकते हैं आप C देख सकते हैं आप F देख सकते हैं लेकिन आप E नहीं देख सकते हैं छत में वे शामिल होंगे और फर्श का मतलब है यहां खड़े होकर आप नीचे देख सकते हैं आप A को देख सकते हैं आप B को देख सकते हैं बीच में कुछ भी नहीं है तो यह सूची इस प्रकार है अब जैसा कि मैंने कहा था ग्राफ को देखें तो A B C D E F G के अनुरूप एक शीर्ष होगा आइए हम एक एक करके देखें तो A और B एक ऊर्ध्वाधर किनारे साझा कर रहे हैं उनके बीच एक क्षैतिज किनारा होगा तो दिखाने के लिये मैं वहां एक बिंदीदार रेखा का उपयोग कर रहा हूं आप किसी अन्य पद्धति का भी उपयोग कर सकते हैं कोई समस्या नहीं है इसी तरह G और D के बीच एक ऊर्ध्वाधर किनारा है D और E एक ऊर्ध्वाधर किनारा है E और F ऊर्ध्वाधर सीमा का मतलब होता है क्षैतिज छोर E और F एक मुझे लगता है कि और नही हैं लेकिन आप उन काल्पनिक कोनो के बारे में सोचते हैं एक बाएं X1 पर है दूसरा दाएं X2 पर है तो X1 से G के साथ एक ऊर्ध्वाधर किनारा है C के साथ ऊर्ध्वाधर किनारा है और A के साथ ऊर्ध्वाधर किनारा है तो X1 से आप इन किनारों को जोड़ते हैं इसी तरह X2 के साथ दाईं ओर आप F C B जोड़ते हैं इसी तरह ऊपर से और दूसरे रास्ते से क्षैतिज किनारों को साझा करते हुए G A G A के बीच एक किनारा है फिर C D C D C E B F और B C इसी तरह ऊपर से एक काल्पनिक शीर्ष Y2 है तल पर Y1 है नीचे से आप किनारे A और B को देख सकते हैं ऊपर से आप छत को देख सकते हैं G D E F ये 4 आप देख सकते हैं तो यह आपका ग्राफ है तो प्रत्येक किनारे को ब्लॉक की संगत जोड़ी के बीच न्यूनतम पृथक्करण के साथ लेबल किया जाएगा तो काल्पनिक तौर पर एक किनारे का वजन 0 हो सकता है अब यहां C छत पर ब्लॉक है जो सबसे कम है तो आप चाल से C का चयन करें तो जब आप इसे नीचे ले जाते हैं तो कई जगह होती हैं जहाँ आप इसे डाल सकते हैं आप इसे A के ऊपर रख सकते हैं आप इसे B के ऊपर रख सकते हैं आप इसे बीच में रख सकते हैं इसलिए यदि आप इसे उदाहरण के लिए B के शीर्ष पर रखते हैं तो फर्श और छत के बीच का अंतर यह अंतर 2 होगा लेकिन यदि आप इसे बीच में डालते हैं तो यहां अंतराल बढ़ता जा रहा है तो आप इसे एक ऐसे स्थान पर रख देते हैं जिसमें अधिकतम अंतराल होगा तो इस प्रक्रिया को दोहराया जाएगा और इस तरह हम तथाकथित एक आयाम या शायद एक और एक आधा आयामी संघनन एल्गोरिथ्म प्राप्त करते हैं तो यह बहुत अच्छी तरह से काम करता है एक शुद्ध 2D संघनन लागू करने के लिए बहुत जटिल हो जाता है यह संगणना बहुत मुश्किल हैं जटिल है लेकिन एक और आधा आयाम कम्प्यूटेशनल रूप से इतना गहन नहीं है और कुछ पार्श्व गति के साथ जब आप ब्लॉक को छत से स्थानांतरित कर रहे हैं फर्श पर तो आप पाते हैं कि इसे कहाँ रखा जाए ताकि छत और फर्श के बीच का अंतर अधिकतम हो जाए केवल वही प्रयोगवाद है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं इसलिए इसे C पर ले जाने के बाद आपका ग्राफ़ तुरंत बदल जाता है तो आप ग्राफ को भी बदलते रहते हैं और छत और फर्श सूची को भी अब फर्श में भी C होता है क्योंकि C को फर्श में भी देखा जा सकता है इस ग्राफ में भी बदलाव होता है तो यहाँ मैंने A1 के लिए दिखाया है तो एक एक करके ये ब्लॉक नीचे आ जाएंगे फिर D संभवतः D को नीचे ले जाया जाएगा फिर E फिर F फिर G तो एक एक करके हम इसे सबसे अच्छे स्थान पर ले जाते हैं जो अंतराल को अधिकतम करता है और वह आपका अंतिम संकुचित लेआउट होगा तो अब हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं और यह लेआउट संघनन पर हमारी चर्चा को समाप्त करता है